सुप्रभात मित्रों मैं 2 सप्ताह के अंतराल के बाद इस व्याख्यान को अभिलेख कर रहा हूं आखरी व्याख्यान में हमने कोशिश की कि विशेष रूप से मिशन आवश्यकताओं के लिए हवाई जहाज का कुल वजन क्या होगा इसके बारे में एक विचार प्राप्त करने का प्रारंभिक तरीका क्या है और हम स्पष्ट थे कि हम ईंधन के बारे में बात कर रहे हैं शायद ATF आमतौर पर दहन पर निर्भर इंजन हमारे दिमाग में था चाहे वह जेट इंजन हो चाहे वह टर्बोप्राप हो हम ईंधन की बात कर रहे हैं एक प्रारंभिक ईंधन तेल या गैस जो भी हमें संबोधित किया जा रहा है यह दिलचस्प है कि पिछले दो हफ्तों से हम एक निजी कंपनी के साथ यहां डिज़ाइन किए गए UAV में से एक को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे हम इसे उच्च ऊंचाई पर परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगभग 6 किलोमीटर और हम रेट ऑफ क्लाइंब विशेष एंडोरेंस की तलाश कर रहे थे विशेष रेंज अंतर यह था कि हम UAV का परीक्षण कर रहे थे जो विद्युत शक्ति प्रणोदन द्वारा समर्थित था या मैं कहता हूं कि अधिक विशिष्ट बैटरी चालित प्रोपेलर इंजन है जिसका अर्थ है कि मेरे पास मोटर बैटरी शक्ति है जो शाफ्ट को शक्ति देता है और शाफ्ट में एक प्रोपेलर है जो घूमता है और थ्रस्ट देता है और यह प्रोपेल करता है अब यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पिछले व्याख्यान में पाएंगे हम इस बारे में परेशान थे कि ईंधन अंश की आवश्यकता क्या है क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि किसी विशेष मिशन के लिए मुझे कितना ईंधन ढोना पड़ता है यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि मुझे न केवल यह जानने की जरूरत है कि मेरे हवाई जहाज में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होगा बल्कि एक डिजाइनर के रूप में भी अगर मुझे ईंधन की मात्रा के बारे में पता है तो मुझे एक क्षेत्र का पता लगाने की जरूरत है विमान में एक पंख के पास हो सकता है फ्यूसीलेज के पास हो सकता है जहां मुझे ईंधन की मात्रा को समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन अगर यह एक बैटरी चालित है तो कहानी अलग है तो मुझे एक वॉल्यूम की तलाश करने की आवश्यकता है जहां मैं बैटरी डाल सकता हूं यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक प्रणोदन तंत्र मूल रूप से ऊर्जा भाग के अलावा अन्य प्रणोदन को विकसित करने में भारी मात्रा में काम चल रहा है इसलिए इस पाठ्यक्रम में मैं इलेक्ट्रिक पावर प्रोपल्शन में विशेष रूप से मोटर प्रोपेलर बैटरी संयोजन में जो भी सीमित ज्ञान एकत्र करता हूं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको शुरुआती समझ हो उन विषयों पर बेहतर और अधिक सटीक ज्ञान की तलाश कैसे करें क्योंकि इलेक्ट्रोल प्रोपल्शनआने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है हमें सौर ऊर्जा भी मिली है और हम पिछले एक महीने से नियमित रूप से अपनी सौर ऊर्जा UAV में से एक में उड़ान भर रहे हैं इसलिए सौर ऊर्जा के कुछ पहलू भी इस पाठ्यक्रम में आएंगे लेकिन बहुत सीमित मैं दोहराता हूं बहुत सीमित है ताकि यह आपको और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करे लेकिन आज मैं इन सभी चीजों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं जो मुझे मिला अनुभव का प्रकार है मुझे सीमित असफलताओं के माध्यम से अनुभव का प्रकार मिला है हालांकि हमें सफलता मिली थी लेकिन 15 से 20 प्रतिशत विफलता थी और मेरे लिए यह विफलता सफलता से अधिक महत्वपूर्ण थी और मैं इन समझ इस ज्ञान का उपयोग करना चाहता हूं ताकि हमारे डिजाइन लोग विशेष रूप से अनुभवी लोगों के लिए युवा हो सकते हैं यह बहुत तुच्छ हो सकता है लेकिन युवाओं के लिए उन्हें शुरुआत से ही यथासंभव सही सेट करना चाहिए हम पिछली कक्षा में जानते हैं हम विशेष मिशन आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं जहां हमारे पास टेक ऑफ चढ़ाई क्रूज़ लोटर लैंडिंग है और एक और शब्द है जो महत्वपूर्ण है और यह चढ़ाई की दर है जब भी आप एक विमान डिजाइन करते हैं तो आपको सर्विस सीलिंग को निर्दिष्ट करना होता है जिसे आप जानते हैं कि यह वह ऊंचाई है जिस पर चढ़ाई की अधिकतम दर प्रति मिनट 100 फीट है इसलिए जब आप एक UAV डिजाइन कर रहे हैं यदि आपने ग्राहक की पसंद के अनुसार हवाई जहाज में इस सुविधा को शामिल नहीं किया है तो डिजाइन स्वीकार्य नहीं होगा उदाहरण के लिए यदि मैं डिजाइन कर रहा हूं तो हमें 5 किलो UAV फिक्स्ड विंग UAV कहने दें और मैं निर्दिष्ट करता हूं कि इसकी सर्विस सीलिंग का मतलब समुद्र तल से 6 किलोमीटर होना चाहिए इसका मतलब है कि 6 किलोमीटर की चढ़ाई पर अधिकतम दर 100 फीट प्रति मिनट होनी चाहिए यह एक अनिवार्य बात है हालांकि हम इन सभी चीजों को यहां शामिल नहीं करते हैं इसलिए आप देखते हैं कि मैं इन सुविधाओं को जोड़ रहा हूं कुछ समय मैं त्वरण सीमा के बारे में बात करूंगा इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूंगा इसका बहुत महत्व है क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं चढ़ाई की दर के बारे में बात करता हूं तो मैं क्या समझता हूं यदि आप यह कहने के लिए परफॉर्मेंस पाठ्यक्रम में जाते हैं कि यह मेरी शक्ति की आवश्यकता है और यह शक्ति उपलब्ध है तो ये गति हैं जो मुझे चढ़ाई की विशेष दर देगी क्योंकि मुझे पता है ROCTV DVW धारणा है कि मैं निरंतर गति के साथ चढ़ रहा हूं और यह भी जानता हूं कि जब मैं आवश्यक शक्ति की गणना कर रहा हूं तो मैं इसे ले जा रहा हूं जैसे कि यह अप्रत्यक्ष रूप से क्रूजिंग कर रहा है मैं बता रहा हूं कि यह ग्राफ एक छोटे चढ़ाई कोण के लिए आवश्यक शक्ति के लिए मान्य है क्योंकि चढ़ाई ईंधन कम होगी तो मैंने इसकी भी ऐसे व्याख्या की ROCPower available Power requiredW आइए हम समझें कि क्या मुझे वास्तव में चढ़ाई की अच्छी दर चाहिए मुझे कहीं और उड़ान भरनी चाहिए जहां यह अंतर अधिकतम है तो उस गति के अनुरूप मुझे उड़ना चाहिए एक ही समय में अधिकतम चढ़ाई की दर को प्राप्त करने के लिए मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह गति स्टाल की गति से अधिक होनी चाहिए आपकी स्टाल की गति न्यूनतम गति है जिस पर आप हवाई जहाज का उड़ान सीधेस्तर और असंबद्ध बना सकते हैं अब देखें कि कौन शक्ति निर्धारित करता है यह कम होना चाहिए यह आपको पता है कि V गुणा ड्रैग आवश्यक जो ड्रैग की आवश्यकता को तय करता है कम होना चाहिए मैं दोहराता हूं यदि मैं इस अंतर को और अधिक करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 विकल्प हैं एक यह है कि मैं उस शक्ति को सुनिश्चित करता हूं आवश्यक है कि हर गति अपेक्षाकृत कम हो और उपलब्ध शक्ति अपेक्षाकृत अधिक हो तभी मेरे पास एक व्यापक अंतर है इसलिए मैं आवश्यक शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं यदि मैं देखना चाहता हूं कि आवश्यक शक्ति कम हो इसका मतलब है किसी दिए गए गति के लिए आवश्यक ड्रैग कम होना चाहिए और ड्रैग कम होना आवश्यक का अर्थ क्या है मुझे यदि ड्रैग की आवश्यकता कम चाहता हूं तो ड्रैग कुछ भी नहीं है लेकिन D12V2SCD0kCL2 तो किसी दिए गए गतिशील दबाव के लिए आप देख सकते हैं कि अगर मैं वास्तव में ड्रैग को कम करना चाहता हूं तो मुझे CD0 को संभालना होगा और इस योगदान को कम करना चाहिए मैं CD0 को कैसे संभालूं CD0 आप जानते हैं कि CD0 में मुख्य रूप से एक सबसोनिक हवाई जहाज के लिए एक त्वचा घर्षण ड्रैग घटक है तो मैं इसे सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश करता हूं मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूं कि सतह चिकनी हो कम दबाव के नुकसान हैं जो प्रवाह है अचानक बाहर कूदना नहीं चाहिए और मान लें कि यह क्रॉस सेक्शन इस तरह है और प्रवाह आ रहा है जैसे बहुत सारे लॉसेस यहां होंगे इसी तरह अगर यहाँ बहुत खुरदरापन है तो इससे त्वचा के घर्षण को बढ़ावा मिलेगा तो हम क्या करें आप डिजाइन विकास में देखते हैं इस समझ के साथ आप एक सुव्यवस्थित शरीर बनाने के लिए किए जाते हैं तो ऐसा करने के लिए विशेष रूप से विंग के लिए आपको पता चला है कि बहुत सारे एयरोफिल आकार उभरे हैं तो यह एयरोफिल की आवश्यकता है तो आप देखेंगे कि एयरोफिल आकार कैसे विकसित हुए हैं डिजाइनर क्या देख रहे थे या उन आकृतियों से क्या उम्मीद कर रहे थे इसलिए यदि मैं kCL2 को कम करना चाहता हूं तो दूसरे भाग में यहां आएं जो कि प्रेरित ड्रैग है मुझे K को कम करना है मैं K को कैसे कम करूं आप सबसोनिक काफी अच्छे मॉडल K को जानते हैं इसलिए यदि मैं एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाता हूं तो K का मान कम हो जाएगा और अगर मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि विंग आकार एक अण्डाकार लिफ्ट वितरण के अनुरूप है तो मुझे e 1 मान मिल सकता है और सवाल यह है कि क्या मैं एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाना चाहता हूं आप इसे अधिक से अधिक उदाहरण के लिए बनाना चाहते हैं आमतौर पर एस्पेक्ट रेशियो इस तरह का एक विमान डिजाइनिंग जो 100 मीटर प्रति सेकंड या 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भरता है जो लगभग 160 समुद्री मील की दूरी पर होता है एस्पेक्ट रेशियो 8 9 के आसपास होगा लेकिन अगर आप ग्लाइडर के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अधिक होना चाहिए क्योंकि हम ग्लाइड करना चाहते हैं परोक्ष रूप से या एक चतुर डिजाइनर वह विंग लोडिंग WS नामक एक अन्य पैरामीटर के संदर्भ में बात करेगा यदि वह एक ग्लाइडर डिजाइन कर रहा है या UAV या एक विमान डिजाइन कर रहा है जिसमें ग्लाइडिंग अनुपात अच्छा है तो वह WS को यथासंभव कम लाना चाहता है लेकिन फिर एक समस्या है अगर WS कम है तो यह हवा के प्रति भी संवेदनशील हो सकता है तो एक तरह से ट्रेडऑफ जाएगा चूँकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि W0 टेकऑफ़ वज़न का अनुमान कैसे लगाया जाता है हम एक मिशन की आवश्यकता के रूप में काम करते हैं और अब हमें पता चलता है कि मुझे इस उद्देश्य के लिए उचित एयरोफिल का चयन सुनिश्चित करना होगा कि यह लिफ्ट एफिशिएंट हो या लिफ्ट तू ड्रैग एफिशिएंट हो यही हम बात करेंगे CLCD जितना संभव हो उतना उच्च हो इसलिए यदि मैं अब एयरोफॉयल पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो एक डिजाइनर उस विशेषताओं के लिए क्या देखेगा जो उस पर निर्भर करेगा कि वह किस उड़ान शासन के लिए उड़ान भर रहा है अगर मैं कम सबसोनिक के बारे में बात कर रहा हूं फिर अगर मुझे एक एयरोफॉयल दिखाई देता है तो मैं CLα के लिए जांच करूंगा कि यह काफी अच्छा है हालांकि मुझे पता है कि CLα को इस तथ्य से निर्धारित किया जाता है कि यह पाई प्रति रेडियन के लिए अधिकतम हो सकता है तो मैं यह भी देखता हूं कि आप किस कोण पर एयरोफिल स्टॉल होती हैं क्योंकि आप देखते हैं कि मेरे पास एक एयरोफॉयल कुछ ऐसा है जो कैम्ब्र्ड एयरोफॉयल CL बनाम α है ढलान CLα है लेकिन एक और बात यह है कि मैं एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाता हूं CL एक सीमा तक बढ़ जाता है जिस पर एयरोफिल स्टाल होगा एयरोफिल स्टाल विंग स्टॉल का मतलब है विंग स्टॉल का मतलब है कि आपके एलेरॉन जो विंग पर बैठे हैं वे भी अप्रभावी हैं तो न केवल लिफ्ट में नुकसान होता है ड्रैग में वृद्धि होती है बल्कि आप नियंत्रण भी खो देते हैं इसलिए आपको इससे बचना होगा तो एक डिजाइनर की इच्छा होगी कि यह बिंदु यहां कहीं हद तक संभव हो सकता है इसका मतलब है स्टाल में देरी हो रही है स्टाल कोण चाहे एयरोफिल की विशेषता से अधिक हो या कृत्रिम रूप से या बाहरी रूप से आप कुछ तंत्र का उपयोग करते हैं ताकि स्टाल में देरी हो लेकिन डिजाइनर इस तरह से या उस तरह से चाहते हैं अगर स्टॉल कोण में देरी हो रही है तो वह खुश होंगे क्योंकि वह अधिक लिफ्ट उत्पन्न कर सकता है तो यह CLα है स्टाल में देरी हुई और जो मैं कहता हूं कि CLα आप यहां देख सकते हैं डिजाइनर भी CLMax के अच्छे मूल्य के लिए दिखता है वह चाहता है कि CLMaxजितना संभव हो उतना ऊंचा होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर CLMax ज्यादा है तो Vstall जो VStall2WSCLmax आप देखिये CLMax ज्यादा है तो Vstall कम है तो वह खुश है इसलिए जब वह टेकऑफ़ के लिए जाता है तो लैंडिंग काफी आरामदायक होती है क्योंकि उसे V स्टाल का छोटा मूल्य मिल सकता है इसलिए कम शक्ति की आवश्यकता होगी और कम टेकऑफ़ रन की भी आवश्यकता होगी इसलिए वह हमेशा चाहता है कि मेरे पास एक उच्च CLMax है आमतौर पर पारंपरिक एयरोफिल के लिए CLMax मूल्य लगभग 12 होगा लेकिन हमने देखा है अगर आप इसे बढ़ाते हैं तो एक तरीका यह है कि आप एयरोफिल को समोच्च कर दें ताकि CLMax आकार इसकी वजह से हो जाए और दूसरी चीज है लोग फ्लैप का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए यदि यह एक पंख का सामान्य एयरोफिल सूखा हिस्सा है इसलिए वे विंग पर एक फ्लैप लगाते हैं अगर मुझे विंग की आकृति कुछ भाग दिखती है तो यह फ्लैप की तरह है जिससे CLMax बढ़ता है और इनका उपयोग टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान किया जाता है इन्हें क्रूज़ में उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी भी मामले में आपको क्रूज़ में बहुत CL की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस क्षण आप फ़्लैप्स को नीचे रखेंगे आप समझेंगे कि ड्रैग भी बढ़ता है तो आम तौर पर CLCD भी नीचे जाता है इसलिए आपको यह पसंद नहीं है और क्रूज के लिए वैसे भी आप जानते हैं कि क्रूज के लिए मैं थ्रस्ट लिख सकता हूं TWCLCD अगर मैं क्रूज़ थ्रस्ट के लिए कम से कम किसी दिए गए वजन के लिए चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे एक गति से उड़ना चाहिए V जैसे कि CLCD अधिकतम है इसलिए यदि आप अपने नोट्स को पार कर सकते हैं यदि यह आपका CLCD बनाम V है एक विशेष V है जिस पर CLCD अधिकतम है और आपको आवश्यक न्यूनतम के लिए CLCD अधिकतम संशोधित करना है इसका मतलब है कि CLCD0K और आप यह भी जानते हैं कि यदि मैं एस्पेक्ट रेशियो में वृद्धि करता हूं तो हमें CL का अवास्तविक मूल्य मिलता है जहां विमान रुक सकता हैं इसलिए ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको एयरोफिल में जाने से पहले समझना चाहिए इस चरण में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यह समझने के लिए यह एक विशिष्ट अवलोकन है और मैंने सोचा कि मुझे शुरुआत में आपको साझा करना चाहिए यदि आप एक प्रोपेलर चालित इंजन का उपयोग कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जब मैं थ्रस्ट के बारे में बात करता हूं तो स्टैटिक थ्रस्ट नाम की कोई चीज होती है दूसरे को डायनेमिक थ्रस्ट कहा जाता है आप प्रोपेलर द्वारा विकसित किसी भी समीकरण या किसी तकनीकी शब्द को जाने बिना थ्रस्ट के बहुत तंत्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं प्रोपेलर हवा को पीछे की ओर धकेलकर थ्रस्ट विकसित करता है अब कल्पना कीजिए कि हवाई जहाज घूम रहा है तो अब प्रोपेलर को पहले से ही हवा की कम संख्या को धक्का देना पड़ता है जो इस प्रोपेलर या जो भी डिस्क हम मान लेते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या होता है प्रोपेलर एक स्थैतिक मामले के लिए समान थ्रस्ट उत्पन्न नहीं करता है यदि मैं इसमें भौतिकी जोड़ता हूं जैसा कि प्रोपेलर कुछ RPM के साथ घूमता है और आगे बढ़ता है तो यह एंगल ऑफ अटैक को प्रेरित करता है ωRV मैं इसके बारे में बात करूंगा प्रोपेलर मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है लेकिन अगर वह कोण पिच कोण के बराबर है तो एंगल ऑफ अटैक शुद्ध 0 हो जाता है इसलिए यह कोई थ्रस्ट नहीं दे पाएगा तो मुद्दा यह है कि जब आप एक प्रोप आधारित हवाई जहाज डिजाइन कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपका गतिशील जोर गिर जाएगा और एक विशेष गति होगी जिस पर गतिशील जोर 0 होगा और जब भी मैं वजन के बराबर लिफ्ट या थ्रस्ट के बराबर ड्रैग लिख रहा हूं तो कृपया यह समझें कि हम गतिशील जोर के बारे में बात कर रहे हैं उस गति से विकसित हुआ थ्रस्ट जेट संचालित हवाई जहाज के लिए परिदृश्य समान नहीं है एक जेट संचालित हवाई जहाज के लिए थ्रस्ट मोटे तौर पर गति के साथ स्थिर रहती है न कि काफी तेजी से बदले प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज की तरह यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए एक और चीज जिसे हमने पुनर्जीवित किया है और कठिन तरीके से सीखा है जो मुझे मिला वह उच्च ऊंचाई में था जिसे हमने परीक्षण किया मान लीजिए 6 किलोमीटर और उस समय हम आसानी से 6 किलोमीटर तक चढ़ सकते थे और लगभग 6 किलोमीटर UAV के लिए सर्विस सीलिंग थी और यह सर्दियों में आयोजित किया गया था फिर हमने जून में फिर से इस परीक्षण को दोहराया सब कुछ वही रखते हुए हम केवल 45 किलोमीटर तक जा सकते थे जो कि लगभग 4 5 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग है यह स्पष्ट है कि सर्दियों में हवा का घनत्व अधिक था और चूंकि आप समान प्रोपेलर का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हवा का घनत्व अधिक था इसलिए यदि आप यहाँ देखें तो यह शक्ति की आवश्यकता जून के महीने में भी नीचे जा रही थी जहाँ तापमान अधिक था क्योंकि हवा का घनत्व कम था लेकिन आप सवाल कर सकते हैं कि सर्दियों के संदर्भ में आवश्यक शक्ति अपेक्षाकृत कम थी क्योंकि घनत्व कम था लेकिन क्या होता है अगर आप देखते हैं कि शक्ति की आवश्यकता बहुत तेजी से नीचे जाती है तो आपकी अतिरिक्त शक्ति की उपलब्धता संदिग्ध हो जाती है और आप यह भी देख सकते हैं कि क्या मुझे इस V पर चढ़ाई की एक विशेष दर मिल रही है यह सर्दियों में बहुत महत्वपूर्ण है हमें 6 किलोमीटर पर कहना चाहिए क्योंकि मैं उसी प्रदर्शन को उसी चढ़ाई की एक विशेष दर से प्राप्त करना चाहता हूं तो V क्या होगा बेशक V नई ऊंचाई या तापमान के लिए यह V होगा पुराने में आवश्यक V के बराबर नहीं होगा पुराने एक का मतलब है यहां सर्दी है यहां गर्मी है क्योंकि सर्दियों में घनत्व अधिक स्वाभाविक रूप से आपको कम की आवश्यकता होती है लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए सापेक्ष गति लेकिन गर्मियों के घनत्व के लिए कम है इसलिए मुझे लिफ्ट की समान मात्रा उत्पन्न करने की आवश्यकता है क्योंकि मशीन को उच्च गति के साथ उड़ाने के लिए वजन समान है और जो आप जानते हैं कि घनत्व के अनुपात के साथ जाता है तो जो कुछ भी V था यहाँ आपको शायद कहीं उड़ना है लेकिन अब कल्पना कीजिए हम अपने डिजाइन और बाधाओं के कारण कहें जब मैं सर्दियों और गर्मियों के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं स्तर की उड़ान को बनाए रखने या किसी भी ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए गति के बारे में बात कर रहा हूं जो समान उत्पादन देता है अगर मुझे क्रूज का एक सरल मामला दिखाई देता है 12SVS2SCLW12wVw2SCL मैं एक ही CL पर उड़ रहा हूं मेरा मतलब है कि एक ही क्षेत्र एक ही वजन सब कुछ एक ही पर महत्वपूर्ण बात है कि S और w अलग हैं तो क्या होगा V गर्मियों में आवश्यक होगा VSVWWS मैं मान रहा हूं कि CL निरंतर है CL निरंतर क्यों है इसका क्या मतलब है मान लें कि मैं उसके लिए न्यूनतम ड्रैग पर उड़ान भरना चाहता हूं CLCD0K तो वह CL तय हो गया है लेकिन वह कहता है कि यदि आप एक ही CL एक ही कॉन्फ़िगरेशन को उड़ाना चाहते हैं तो क्योंकि गर्मियों में हवा का घनत्व सर्दियों में हवा के घनत्व से कम होता है तो एक ही आउटपुट प्राप्त करने के लिए गर्मियों में गति हवा की गति से अधिक होनी चाहिए कितना इस अनुपात के स्क्वायर से यह महत्वपूर्ण है अब मान लीजिए कि कुछ बाधाओं के कारण आप पहले से ही यहाँ V सर्दियों में उड़ान भर रहे हैं और अब हम इसे गर्मियों में डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अब यह V जो गर्मियों में V हवा थी यह VS होगा जो V हवा से अधिक होगा और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि V गर्मियों में यहां आ सकता है अगर यह यहां आता है तो क्या हो रहा है शक्ति की आवश्यकता है यह शक्ति उपलब्ध है क्या हो रहा है जिस क्षण V यहां इस बिंदु को पार कर रहा है अब आवश्यक शक्ति उपलब्ध शक्ति से अधिक है तो मशीन में गति की गिरावट शुरू हो जाएगी और यह इनअर्शिया से अधिक हो सकता है यहां आने के लिए कोशिश करना शुरू कर देगा तो इस तरह से ऑस्किलेशन होगा अधिकांश UAV मैं आप पाएंगे कि यहां उड़ान भरना मुश्किल है जहां शक्ति की आवश्यकता न्यूनतम है यह स्थिति न्यूनतम आवश्यक शक्ति के बहुत करीब है और शक्ति की आवश्यकता न्यूनतम अर्थ PRMinCL3CD0K और उच्च एस्पेक्ट रेशियो मशीन के लिए यह मूल्य 15 से 17 के बीच चला जाता है और अधिकांश UAV सामान्य कॉन्फ़िगरेशन यह स्टॉल कोण से परे है इसलिए हम वास्तव में पारंपरिक रूप से यहां नहीं उड़ते हैं और स्वचालित रूप से अगर इसके करीब कहीं उड़ने की कोशिश करते हैं या हम आपको एक शक्ति का चयन करते हैं ताकि यह अंतराल पल रहे जब आप शक्तिशाली शक्ति डालते हैं तो वजन बढ़ता है फिर से गति में बदलाव होता है इसलिए ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हम सामना करते हैं और एक सामान्य विमान मैं भी सामना करेंगे मैंने इस अनुभव को साझा करने के बारे में सोचा इसलिए अब हम जानते हैं कि हमारे अगले आरक्षित व्याख्यानों का रोडमैप क्या होगा यदि मैं संक्षेप में कहूं कि आप देख सकते हैं कि पहले भाग के बारे में हम जो बात करेंगे वह बहुत ही सरलता से एयरोफिल है हमें यह समझना चाहिए कि मुझे किस प्रकार के एयरोफिल की आवश्यकता है यह भी महत्वपूर्ण है कि कृपया यह समझें कि मैं एयरोफिल के बारे में क्यों बात कर रहा हूं क्योंकि हम जो भी फ्लाइंग मशीन बनाते हैं उन्हें मुख्य रूप से इस समझ के साथ डिजाइन किया जाता है कि अगर मैं मशीन पर एक विमान को लगभग क्षैतिज गति देता हूं तो यह एक ऊर्ध्वाधर लिफ्ट बल का उत्पादन करने में सक्षम होगा एक हेलिकॉप्टर के विपरीत आप इस तरह घुमाते हैं कि यह एक ऊर्ध्वाधर बल देता है यहां आप क्षैतिज रूप से आगे बढ़ते हैं और आप एक ऊर्ध्वाधर बल उत्पन्न करते हैं जहां एरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अलावा हम जानते हैं कि जब मैं गति के बारे में बात करता हूं अगर मैं कम गति पर हूं और हम गति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि मैक संख्या मान लें कि फ्रीस्ट्रीम मैक संख्या 075 08 पर जाती है तो ऐसा क्या खतरा है खतरा यह है कि यदि यह मेरी एयरोफिल है तो कुछ इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रवाह आता है वह यहाँ मुड़ता है और इसे कितना मोड़ना चाहिए ताकि बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद न हो जो नोस रेडियस द्वारा तय किया जाएगा मान लीजिए मैं सुपरसोनिक मशीन उड़ा रहा हूं इसलिए मुझे सुपरसोनिक विंग चाहिए इसलिए मैं इस हिस्से को एक नुकीला होना पसंद करूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक नॉर्मल शौक नहीं बल्कि ऑब्लिक शौक उत्पन्न करेगा आपकी कुंद नाक एक नॉर्मल शौक पैदा करेगी लेकिन हम सबसोनिक तक सीमित हैं इसलिए जब मैं एयरोफिल के बारे में बात करता हूं तो मुझे यह जानना आवश्यक है कि नोस रेडियस क्या होनी चाहिए आप यह भी देखें कि क्या यह 08 मैक संख्या है और इसके पार आप निरंतरता से जानते हैं कि गति बढ़ती चली जाएगी क्योंकि यह बढ़ाना संभव है कुछ बिंदु पर यह एक तक जा सकता है मैक संख्या एक हो सकती है और मैक एक या एक के पास होने पर ऊर्जा का बहुत नुकसान होगा तो आपको यह पसंद नहीं है तो यदि आप एक एयरोफिल डिजाइन करते हैं तो एयरोफाइल को क्रिटिकल मैक नंबर कहा जाता है और अगर हम 075 या 08 के आसपास काम कर रहे हैं तो आपको यह जानना चाहिए एयरोफिल की क्रिटिकल मैक नंबर क्या है इसका अर्थ यह है कि वह फ़्रीस्ट्रीम मैक संख्या है जिसके लिए पहली बार हवाई जहाज के कुछ हिस्से पर यह मैक एक के बराबर प्राप्त होता है अब सवाल यह है कि आप अधिक गति से उड़ना चाहते हैं तो डिजाइनर क्या करेगा डिजाइनर इस सवाल को अलग अलग तरीके से कहेंगे एयरोफिल आकार क्या होना चाहिए ताकि मुझे क्रिटिकल मैक नंबर का उच्च मूल्य मिले तो डिजाइनर का सवाल यह होगा कि वह आकृति क्या है एयरोफिल आकार जिसके लिए M क्रिटिकल अधिक है और जब आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप पाते हैं कि नई पीढ़ी के एयरोफिल सुपरक्रिटिकल एयरोफाइल अस्तित्व में आती है हम इन एयरोफाइल के बारे में विस्तार से बात करेंगे और यह सिर्फ अपने आप को तैयार करने के लिए है जिसे हम एरोडायनामिक्स में शामिल करने जा रहे हैं लेकिन एक डिजाइनर के परिप्रेक्ष्य में आप अब किताबें पढ़ना शुरू नहीं करते हैं जो भी ज्ञान आपको अभी तक मिला है और हम कोशिश कर रहे हैं एक डिजाइनर के रूप में संश्लेषित हो इसके अलावा आप देखेंगे कि जब मैं एयरोफाइल के बारे में बात कर रहा हूं तो एक सवाल मैं उच्च गति के लिए पूछ रहा हूं क्रिटिकल मैक नंबर क्या है मैं पूछ रहा हूं कि नोस रेडियस क्या है क्योंकि अगर लिफ्ट ऊपर और नीचे के बीच अंतर दबाव के कारण है नीचे की सतह तो नोस रेडियस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए साथ ही मैं यह भी देखूंगा कि कॉर्ड द्वारा विभाजित थिकनेस अनुपात या tc क्या है चाहे वह पतला मौसम हो या मध्यम मौसम यह एक मोटी एयरोफिल है जिसे हम देखेंगे कि वे थोड़ा अलग वायुगतिकीय व्यवहार करते हैं ईंधन के भंडारण के संदर्भ में उनके सापेक्ष फायदे हैं उन सभी चीजों को संक्षेप में मिल जाएगा तो हम t c की भी तलाश करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण बात एयरोफाइल से दिखेगी या उम्मीद करेगी कि यह किस स्टॉल पर जा रही है इसका मतलब है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रवाह यहाँ तेज हो जाता है और कहीं कहीं दबाव कम हो जाता है क्योंकि प्रतिकूल दबाव ढाल प्रवाह को अलग कर देता है हम जानना चाहेंगे वह बिंदु क्या है जिस पर दबाव गुणांक जो अंतर दबाव के गैर आयामी हस्ताक्षर के अलावा कुछ भी नहीं है वह बिंदु क्या है जिस पर दबाव गुणांक 0 हो जाता है तो मुझे पता है कि मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गया हूं इससे परे चीजें अलग होंगी इसलिए मैं चाहूंगा कि वह स्थान बहुत दूर हो अगर वह स्थान यहां के बजाय यदि वह यहां है तो मैं बहुत खुश हूंगा इसका मतलब है मुझे पता है कि उस समय दबाव में कमी होती है Cp घटकर 0 हो जाता है और उसके बाद प्रवाह उस के आसपास अलग होने लगेगा और यह मैं नहीं चाहता मैं चाहूंगा कि प्रवाह अलग नहीं होना चाहिए इसलिए एक डिजाइनर के रूप में मैं इस बिंदु को पसंद करूंगा जहां Cp प्रेशर प्रवीण 0 से जितना संभव हो सके उतना पिछड़ा हो और इसके साथ ही मेरा स्टॉल एंगल भी बढ़ जाए क्रिटिकल मैक नंबर बढ़ जाए उन सभी फायदों को हम प्राप्त करेंगे इसलिए हम उस बारे में भी बात करेंगे और जब आप इस बारे में बात करेंगे कि कब मैं कहूंगा कि प्रवाह अलग नहीं होना चाहिए मैं लामिना के प्रवाह के बारे में बात कर रहा हूं ताकि ड्रैग कम हो परम्परागत रूप से यदि आप यहाँ देखते हैं तो एक प्रतिकूल दबाव ढाल है अब आप देख सकते हैं जैसे आप रेखा खींचते हैं जैसे यह क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है तो गति दबाव P1 P2P3 तक घटती जाती है तो P3P2 से अधिक है P2 P1 से अधिक है तो एक प्रतिकूल दबाव ढाल है जो प्रवाह को अलग करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदार है अगर मैं लैमिनार प्रवाह को लंबे समय तक रखना चाहता हूं तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि लंबी लंबाई के लिए प्रतिकूल दबाव ढाल को ठीक से संभाला जाए दबाव को उल्टा नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह प्रवाह को अलग न करे यह कैसे सुनिश्चित करें कि इसमें एक विशेष राग लंबाई के लिए हानिकारक प्रतिकूल दबाव ढाल नहीं है यह भी तय करेगा कि आपको किस प्रकार का एयरोफॉयल चाहिए और जब से मैंने बस उन नंबरों के बारे में बात की है अगली कक्षा में मैं केवल एयरोफॉयल के बारे में बात करूंगा एयरोफॉयल की सामान्य प्रकृति क्या है आप एक एयरोफॉयल कैसे पढ़ते हैं एक बार नामकरण दिए जाने के बाद आपको क्या जानकारी मिलेगी ताकि आप आसानी से अपने विमान के डिजाइन में इनका संश्लेषण कर सकें